हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम मुख्य रूप से एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम मुख्य रूप से HTTP HTML और TELNET पर ध्यान केंद्रित करेंगे हालांकि HTML एक प्रोटोकॉल नहीं है यह एक लैंग्वेज है लेकिन यह HTTP के साथ आती है इसलिए मैंने सोचा कि HTML के बारे में थोड़ी बात करना अच्छा होगा आप में से अधिकांश लोग पहले से ही HTML से परिचित हो सकते हैं लेकिन कंपलीटनेस के लिए हम HTML प्रोटोकॉल पर क्विक डिस्कशन करेंगे हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा है तो यह मुख्य रूप से एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जहां सर्वर सिस्टम के किसी विशेष पोर्ट पर एक्टिव है राइट जैसे सर्वर प्रोग्राम किसी विशेष पोर्ट पर एक्टिव होता है और क्लाइंट किसी अन्य सिस्टम से या उसी सिस्टम से सर्वर को उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है ठीक है किसी भी क्लाइंट में इस प्रकार के क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म के लिए हमें पांच एलिमेंट या पांच टपल की आवश्यकता होती है जैसे कि सर्वर IP सर्वर पोर्ट क्लाइंट IP क्लाइंट पोर्ट और प्रोटोकॉल नंबर या प्रोटोकॉल ID है तो ये पाँच टप्पल हैं ये सभी अलग अलग हैं और एक यूनिक प्रकार की कनेक्टिविटी देंगे इसीलिए यदि आप एक ही सर्वर से एक ही ब्राउज़र से कई पेज ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पेज के लिए एक ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करें जैसे एक विशेष लिंक देखें आप इसमें एक ब्राउज़र से क्लिक करें और यह दूसरे ब्राउज़र में आता है ठीक है तो यह पांच टप्पल है जो कनेक्टिविटी की पूरी विशिष्टता दिखाते हैं एक बात याद रखें कि यह चीजों में कहीं भी हो सकती है ओवरऑल नेटवर्किंग पैराडिग्म इस चीज का ध्यान रखता है राइट तो कुछ कम्युनिकेशन कनेक्शन ओरिएंटेड हैं किसी प्रकार के TCP प्रोटोकॉल हैं और कुछ चीजें कनेक्शन लैस या UDP प्रकार के प्रोटोकॉल हैं इस लेयर या लेयरिंग तकनीक की खूबी है कि हर लेयर मूल रूप से अपने लेयर की कार्यक्षमता से उस लेयर पर ही संबंधित होती हैराइट इसलिए बाकी चीजें अंडरलाइनग लेयर द्वारा देखभाल की जाती हैं जैसे कि अगर मेरे पास n लेयर है जिसमें यह रिलाएबल सर्विस का समर्थन नहीं करता है इसलिए मुझे अपर प्लेयर पर ध्यान रखने के लिए एक और मेकैनिज्म की आवश्यकता है जिसमें की रिलायबिलिटी वगैरह हो इसलिए किसी भी तरह से लेयर दर लेयर फेनोमिना पीयर्स ने लेयर पर उस फेनोमिना से ही बात की है राइट यदि हम अपने HTTP प्रकार के प्रोटोकॉल को देखते हैं तो हम जो देखते हैं वह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से वेब डाक्यूमेंट्स को नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है और ऐसा करने में जो हमें एक अर्थ में एहसास होता है वह इस www वर्ल्ड वाइड वेब की प्राप्ति के लिए मूल आधार है तो संपूर्ण वर्ल्ड वाइड वेब उन प्रमुख चीजों में से एक है जो यह HTTP प्रोटोकॉल को उपयोग करने का सहयोग प्रदान करता है TTP प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार का समर्थन करता है हम कहते हैं कि HTTP सर्वर और HTTP ब्राउज़र सही या अन्य अर्थों में HTTP ब्राउज़र क्लाइंट हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला या क्रोम या कुछ भी सभी ब्राउज़र मुख्य रूप से HTTP क्लाइंट हैं HTTP सर्वर बात के दूसरे छोर पर है यह एक ही मशीन में हो सकता है एक ही नेटवर्क में हो सकता है एक अलग नेटवर्क में हो सकता है अलग मशीन और कुछ भी हो सकता है केवल एक चीज यह है कि चीज के बीच किसी प्रकार की कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक वेब ब्राउज़र को आमतौर पर एक HTTP सर्वर के रूप में जाना जाता है या HTTP सर्वर को वेब ब्राउज़र के रूप में संदर्भित किया जाता है जबकि HTTP क्लाइंट पर्यायवाची है क्षमा करें मैंने जो कहा उसे ठीक कर दूं वेब सर्वर एक HTTP सर्वर है और वेब ब्राउज़र HTTP क्लाइंट है और मुख्य रूप से हमारे पास दो वर्जन हैं एक HTTP 10 है जोकि RFC 1945 में निर्दिष्ट है यदि आप जो इच्छुक हैं तो RFC को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह परिभाषा कैसे है और RFC 2616 जो कि HTTP 11 है ठीक इसके बजाय HTTP वर्जन 11 डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्थायी कनेक्टिविटी को निर्दिष्ट करता है अन्यथा कनेक्टिविटी स्थिर नहीं होगी HTTP एक डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आवश्यक लाइटनेस और स्पीड के साथ एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है अब एक बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब हम पूरे नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन या डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं तो हमें इसे लाइटवेट करने की आवश्यकता है ताकि सभी विशेषताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हेट्रोजीनियस सिस्टम डेटा को संग्रहीत करती हैं और बैंडविड्थ पर या बैकबोन बैंडविड्थ पर एक विवशता होती है यह पता करने के लिए हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आवश्यक लाइटनेस और स्पीड के लिए यह हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन क्यों है देखें कि मुझे प्रतिनिधित्व के कुछ सामान्य तरीके होने चाहिए ताकि यह आसानी से संचालित हो सके मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है जैसे कि आपके पास HTML पर कोई कंट्रोल नहीं है डेटा को IIT खड़गपुर वेबसाइट या वेब सर्वर में कैसे संग्रहीत किया जाता है ठीक है इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन वेब सर्वर में हमारा कोई कंट्रोल या अन्य लोग नहीं हैं जब मैं IIT KGP में एक वेब सर्वर रख रहा हूं तो बेसिक आईडिया डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है है ना यह केवल मेरे कंजप्शन के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में जो मैं दिखाना चाहता हूं उसे देखने की जरूरत है इन्हें प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग होना चाहिए जहां यह आसानी से पार्स करने योग्य हो जिसे हम बहुत आसान तरीके से इंटरपट इंटरप्रेट या पार्स कर सकते हैं तो यह HTTP इसके लिए एक आधार देता है यह एक प्रोटोकॉल है जो इसका समर्थन करता है तो यह ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस है ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस का मतलब अंडरलाइनग ट्रांसपोर्ट लेयर इंडिपेंडेंस है हालाँकि यह आमतौर पर TCP कनेक्शन पर होता है HTTP TCP कनेक्शन के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से आता है प्रोटोकॉल स्वयं उस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट लेयर पर निर्भर नहीं होता है जब प्रोटोकॉल स्वयं निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह ट्रांसपोर्ट लेयर अनिवार्य है लेकिन एक प्रमुख अंतर्निहित प्रोटोकॉल है या डिफ़ॉल्ट रूप से हम मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर कनेक्शन ओरिएंटेड या टीसीपी प्रकार का कनेक्शन है एक कनेक्शन ओरिएंटेड या TCP प्रकार का कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है राइट तो HTTP कोशिश करता है HTTP मूल रूप से इस पर ध्यान देता है कि यह किसी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करे लेकिन मुख्य रूप से TCP प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल है तो यह एक सिंपल स्ट्रक्चर है यह कहता है कि एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर आंसर देता है राइट तो यह एक बहुत ही वैनिला टाइप का ट्रैकर रिक्वेस्ट रिस्पांस चीज है HTTP सिंगल TCP कनेक्शन पर मल्टीपल रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्सचेंजों का समर्थन कर सकता है जैसे अगर मेरे पास एक अंडरलाइनग ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन है तो HTTP एक विशेष कनेक्शन पर कई रिक्वेस्ट रिस्पांस एक्सचेंजों का समर्थन कर सकता है एचटीटीपी के लिए सुप्रसिद्ध पोर्ट 80 है राइट इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यदि आप कुछ भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं तो वह पोर्ट 80 है राइट लेकिन अन्य पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है इसलिए यदि आप फिर से उस चीज़ पर वापस आते हैं जैसे कि जब भी आप कहते हैं जब हम ब्राउज़र में की टाइप करते हैं तो www iit kgp डॉट एसी डॉट इन या कहें कि www nptel या nptel dot iitm डॉट एसी डॉट कहें या कुछ और तो यह ब्राउज़र या क्लाइंट क्या करता है यह अंडरलाइनग है यह एक नाम है और कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता है तो सबसे पहले नाम IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है राइट और डिफ़ॉल्ट रूप से आप कुछ भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से यह पोर्ट 80 पर ले जाएगा अन्यथा आपको पोर्ट को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जैसे किxyz डॉट कॉम कोलन पोर्ट 7126 इसका मतलब है कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि यह उस पोर्ट पर हिट होना चाहिए डिफ़ॉल्ट रूप से HTTP सर्वर के रूप में पोर्ट 80 है तो यह डिफ़ॉल्ट पोर्ट है अन्य पोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग किए जा सकते हैं तो ओवरऑल आर्किटेक्चर www के लिए एक बेसिस है इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यदि आप वर्ल्ड वाइड वेब को देखते हैं तो यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सर्विस है जिसमें HTTP क्लाइंट ब्राउज़र एक HTTP सर्वर से एक सर्विस का उपयोग कर सकते हैं राइट तो यह एक HTTP क्लाइंट सर्वर सर्विस है तो क्लाइंट हैं तो पार्टियां कौन हैं क्लाइंट सर्वर एक URL या यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और यहां कूकीज़ हैं ठीक है कुकीज़ के रूप में आपके पास मुख्य रूप से आपके पिछले डेटा को याद रखने के लिए या यह आपके सेशन को बनाए रखने में मदद करता है लेकिन मुख्य रूप से जो आप कहते हैं कि हमें कनेक्टिविटी के लिए एक URL एक क्लाइंट या रिक्वेस्ट के लिए एक ब्राउज़र और रिस्पांस के लिए एक सर्वर की आवश्यकता है यदि आप इस चीज को देखते हैं तो क्लाइंट एक विशेष साइट के लिए एक रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक वेब पेज वापस मिल रहा है इसमें कनेक्टिविटी के लिए एक अन्य वेब पेज के लिए लिंक हो सकता है इसे यह वापस मिल जाता है इस तरह से यह वेब पेजों का जिक्र करता है ठीक है तो यह विशिष्ट है और यह किसी भी प्रकार की नंबर ऑफ कनेक्टिविटी वगैरह हो सकती है अगर हम ब्राउज़र के दृष्टिकोण से थोड़ा देखते हैं तो ब्राउज़र में क्या होता है यह क्या हो रहा है इसमें एक कंट्रोलर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं जैसे HTTP FTP TELNET SMTP और चीजों के प्रकार जब नियंत्रक हिट करता है अगर यह एक सामान्य HTML पेज या स्थिर पृष्ठ है तो यह जाता है और चीजें प्राप्त करता है जावास्क्रिप्ट हो सकता है जो चीजों में गतिशीलता लाता है या अन्य जावा प्रोग्राम हैं जावा चीजों में से एक है तो हम यही कहते हैं कि आपके पास प्रोग्राम स्तर या एपीआई स्तर की कुछ चीजें हो सकती हैं ठीक है आप एक पेज के लिए अनुरोध करते हैं आप पेज प्राप्त करते हैं आप सर्वर साइट पर कुछ चीजें चलाते हैं और क्लाइंट साइट पर वहीं रिफ्लेक्ट होता है उदाहरण के लिए मैं एक रोल नंबर भेजता हूं और रैंक प्राप्त करता हूं मैं एक विशेष बैंक खाता संख्या भेजता हूं और चीजों की कुछ स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करता हूं तो यह चीजों को देखने का एक तरीका है अन्य चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें क्लाइंट एंड में जांचना आवश्यक है जैसे कि मैं एक रोल नंबर दर्ज करता हूं आइए मान लें कि रोल नंबर में केवल संख्यात्मक कैरेक्टर हैं आपको नंबर दर्ज करना है लेकिन इसके बजाय यदि आप एक कैरेक्टर सेट या गैर संख्यात्मक कैरेक्टर दर्ज करते हैं तो यह कहता है कि यह एक अमान्य चीज़ है तो ये चीजें हैं जो मैं ग्राहक के अंत में कर सकता हूं इस पूरी चीज को सर्वर पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसे जांचें और इसे वापस फ्लैश करें तो मेरे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो सकती है ऐसी चीजें HTTP प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित हैं URL जैसा कि हम सभी जानते हैं एक प्रोटोकॉल है जैसे कि यह एक HTTP कोलोन नाम है या IP फिर से कोलोन पोर्ट स्लैश URL का हिस्सा है जहां से आप एक्सेस करना चाहते हैं जैसे कि अगर वह डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं है यदि यह पोर्ट 80 है तो पोर्ट की आवश्यकता नहीं है ठीक है यह HTTP हो सकता है यह FTP हो सकता है राइट कुछ भी कोई भी प्रोटोकॉल जो इस प्रकार का समर्थन करता है तो यह यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर या यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और यह ओवरऑल स्ट्रक्चर है यह हमें पहले से ज्ञात है यदि आपका HTTP प्रोटोकॉल HTTP सर्वर किसी अन्य पोर्ट में चल रहा है तो आप पोर्ट नंबर देते हैं आमतौर पर वेब डॉक्यूमेंट को तीन ब्रॉड कैटिगरीज में बांटा जा सकता है एक स्टैटि है आप रिक्वेस्ट करते हैं और पेज प्राप्त करते हैं एक डायनामिक है आप रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ एग्जीक्यूट होता है और पेज प्राप्त होता है एक एक्टिव है जो ब्राउज़र के क्लाइंट पक्ष पर है जहाँ आप ब्राउज़र के अंत में कुछ जाँच ऑथेंटिकेशन या कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं स्टैटिक पेज की तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ स्टैटिक पेज प्राप्त करते हैं डायनामिक के मामले में हमारे पास कॉमन गेटवे इंटरफेस या सीजीआई की अवधारणा है इसलिए इसके माध्यम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट हो सकता है और उसके आधार पर HTML पेज डायनामिक HTML पेज लिखा जाता है राइट स्टैटिक पेज में मैं किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और मुझे लिस्ट मिलती है मुझे छात्रों की लिस्ट का एक स्टैटिक पेज मिलता है जो जारी किए गए नाम है एक डायनामिक पेज के मामले में मैं एक छात्र के रोल नंबर के साथ एक रिक्वेस्ट भेजता हूं और एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के रूप में मुझे वापस रोल नंबर से संबंधित छात्र का डेटा मिलता है यदि छात्र रोल नंबर बदलता है तो यह डॉक्यूमेंट भी बदलता है राइट तो वह डायनामिक है दूसरे अर्थ में दूसरे एंड पर कुछ प्रोग्राम चल रहा होना चाहिए ठीक है आपके रिक्वेस्ट के आधार पर यह एक पेज एग्जीक्यूट करता है और वापस लौटता है तो यह डायनामिक प्रकार की चीजें हैं एक बहुत लोकप्रिय तकनीक कॉमन गेटवे इंटरफेस या CGI या CGI प्रोग्रामिंग का उपयोग करना है जो आप में से कुछ ने किया होगा डायनेमिक डॉक्यूमेंट कभी कभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का भी उल्लेख करते हैं राइट इसलिए HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्क्रिप्ट चलती है जो चीज़ को एग्जीक्यूट करती है और डायनामिक HTML चीज़ को जनरेट करती है तो यह सर्वर एंड में है इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट है इसी तरहएक्टिव डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो क्लाइंट साइड में हैं या हम जो कहते हैं वह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है राइट तो मैं क्लाइंट साइड पर एक जावा एप्लेट चला सकता हूं और इसे एग्जीक्यूट किया जाता है मैं इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता हूं यह एक एप्लेट लौटाता है और एप्लेट क्लाइंट की तरफ एग्जीक्यूट किया जाता है तो इस तरह की चीज भी एक एक्टिव डॉक्यूमेंट है स्टैटिक नहीं है आपके अनुरोध के आधार पर एप्लेट आता है और वापस लौट जाता है और एग्जीक्यूट होता रहता है यह भी एक एक्टिव पेज या डायनामीसिटी है यहां मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट हो सकता है जिसे यहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा इसका उपयोग कुछ बेसिक लेवल ऑथेंटिकेशन के लिए किया जा सकता है कह सकते हैं कि क्या यह एक वेलीड कैरेक्टर सेट है या किसी प्रकार की चीजों के कुछ प्रकार जो क्लाइंट एंड में स्क्रिप्टिंग में किया जा सकता है बिना चीजों को ट्रांसफर किए इसलिए हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं कि एक्टिव डॉक्यूमेंट है राइट जब भी हम सर्वर क्लाइंट साइड पर किसी चीज पर चल रहे होते हैं तो वह एक एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है इसे एक एक्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है जब आप सर्वर की ओर से कुछ चला रहे होते हैं और डायनामिक HTML वापस आता है तो यह डायनामिक होता है और अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो आप एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं आउटपुट प्राप्त करते हैं और पेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं और एक स्टैटिक पेज प्राप्त करते हैं तो हमारे पास एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है इस चीज़ पर वापस आ रहे हैं तो हमारे पास जो HTTP है वह एक रिक्वेस्ट रिस्पांस चीज़ है फिर से मैं इसे थोड़ा दोहराता हूं सर्वर एक HTTP सर्वर चला रहा है आमतौर पर हम इसे HTTPD HTTP डेमन के रूप में संदर्भित करते हैं राइट यह सर्वर पर चल रहा है क्लाइंट HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे मामलों में यह ज्यादातर ब्राउज़र है इसलिए ब्राउज़र डेटा का निर्माण करता है और इसे चीज़ पर भेजता है और सर्वर रिस्पांस वापस भेज देता है इसलिए लेन देन बहुत सरल है हर रिक्वेस्ट को रिस्पांस मिलता है यह आमतौर पर HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस स्टेटलेस होता है कि यह याद नहीं होगा कि पहले की स्थिति में क्या हुआ था ठीक है ऐसा करने के लिए हमें कुछ अन्य चीजों को करने की आवश्यकता है वैसे भी हालांकि वर्तमान में हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर उसका रिस्पांस मिलता है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस तो हमारे पास क्या है यह फिर से एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉरमैट है हमारे पास एक रिक्वेस्ट लाइन हेडर्स का एक सेट एक ब्लैंक लाइन और चीजों की बॉडी है यह संभव हो सकता है कि बॉडी हमेशा मैसेज में मौजूद न हो एक रिस्पांस मैसेज के मामले में फिर से एक स्टेटस लाइन होती है जो रिक्वेस्ट पर आधारित होती है हेडर लाइन का एक सेट ब्लैंक लाइन और मैसेज की बॉडी होती है राइट ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि रिस्पांस मैसेज में बॉडी ना हो तो यह चीजों का बेसिक ब्लॉक हैलेकिन विभिन्न प्रकार के रिक्वेस्ट रिस्पांस या विभिन्न प्रकार की कमेंट स्टेटस रिपोर्ट वगैरह क्या हैं हम धीरे धीरे देखेंगे यदि आप रिक्वेस्ट और स्टेटस लाइन कहते हैं तो हमारे पास क्या है रिक्वेस्ट प्रकार URL जहाँ रिक्वेस्ट है और HTTP वर्जन जहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है इसी तरह स्टेटस चीज़ के लिए हमारे पास HTTP वर्जन स्टेटस कोड और चीज़ का स्टेटस फ्रेज होता है तो विशेष स्थिति कोड 200 की तरह सफल स्थिति कोड के लिए है और ऐसे अन्य कोड हैं तो यह इस तरह की बात आती है जैसे अगर आपके पास 404 या 4xx एरर तो वे मुख्य रूप से एरर स्टेटस हैं अलग अलग HTTP मेथड हैं एक GET मेथड है जो सर्वर से एक डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करती है एक HEAD मेथड है एक डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करती है और दस्तावेज़ नहीं राइट POST मेथड क्लाइंट से सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन भेजता है PUT सर्वर से क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट भेजता है TRACE आने वाले रिक्वेस्ट को इको करता है CONNECT रिजर्वड मेथड है और OPTION है जो उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में पूछताछ करता है यहां डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स है हम कुछ पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से अधिक लोकप्रिय GET HEAD POSTPUT हैं ये सबसे लोकप्रिय व्हायडली यूज़ किए जाते हैं और अन्य तरीके भी हैं आदि इसी तरह यदि आप स्टेटस कोड को देखते हैं तो 100 निरंतर प्रकार की चीजों का एक कोड है जो रिक्वेस्ट का इनिशियल पार्ट प्राप्त करता है इस स्टेटस कोड से क्लाइंट रिक्वेस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकता है 101 स्विचिंग है सर्वर अपग्रेड हेडर में परिभाषित प्रोटोकॉल को स्विच करने के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट के साथ कम्प्लाइ कर रहा है 2xx सीरीज की स्टेटस कोड है जो 200 है यह रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है 201 जो बनाया गया है202 स्वीकार किए जाते हैं रिक्वेस्ट स्वीकार किया जाता है लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है और 204 कोई कंटेंट नहीं है इसका मतलब है कि बॉडी में कोई कंटेंट नहीं है ठीक है तो यह कहा जाता है कि बॉडी में कोई कंटेंट नहीं है और अधिक स्टेटस रिपोर्ट हैं जो 3xx सीरीज हैं मुख्य रूप से स्थानांतरित स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से ले जाया गया या संशोधित नहीं किया गया है इस प्रकार की चीजों को 4xx सीरीज मुख्य रूप से हैं इसलिए 3xx सीरीज रीडायरेक्शन हैं इसलिए यहां हमने जो देखा है 1xx सीरीज इनफॉर्मल इनफॉरमेशनल है यह इंफॉर्मेशन देती है यह इंफॉर्मेशन के उद्देश्य के लिए अधिक है 2xx ज्यादातर सक्सेस रिपोर्ट दे रहा है 3xx रीडायरेक्शन कर रहा है इसलिए यह पेज का कोई रीडायरेक्शन है4xx क्लाइंट एरर है या अगर क्लाइंट साइड में एरर है तो यह बेड रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट unauthorized request फॉरबीडन नॉट फाउंड मेथड्स नॉट अलाउड नॉट एक्सेप्टेबल और ये उन रिक्वेस्ट के सेट हैं जो क्लाइंट एरर पर हैं जबकि सर्वर एरर 5xx सीरीज हैं वह इंटरनल सर्वर एरर नॉट इंप्लीमेंटेड सर्विस अनअवेलेबल है तो ये सभी सर्वर साइड एरर हैं तो यहां क्लाइंट साइड एरर हैं सर्वर साइड एरर हैं तो हर चीज का एक स्टेटस कोड होता है और अगर आप पूरी तरह से जांच करते हैंतो आप ज्यादातर इस तरह की एरर देखते हैं एक 404 सबसे अधिक है जिसे हम कहते हैं कि अधिकतर देखी जाने वाली एरर का प्रकार है जिसे डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड टाइप का एरर आता है अगर हम HTTP हेडर को देखते हैं तो हेडर नेम कोलन एक स्पेस और हेडर वैल्यू होता है विभिन्न प्रकार के हेडर हैं जैसे एक कैश कंट्रोल जो कैशिंग के बारे में इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है कनेक्शन दिखाता है कि कनेक्शन क्लोज हो जाएगा या नहीं डेट करंट डेट MIME अपग्रेड और इतने पर और ये ज्यादातर रिक्वेस्ट प्रकार के हैडर हैं जैसे ये रिक्वेस्ट प्रकार के रिक्वेस्ट हैडर हैं इसलिए हमने जो देखा है वह एक रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पांस या स्टेटस हेडर है ये रिक्वेस्ट हेडर के सेट हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट केरसेट एक्सेप्ट इनकोडिंग और इसी तरह आगे यदि आप देखना चाहते हैं तो ये अधिक विस्तार से हैं जो लोग रुचि रखते हैं उन्हें किसी भी स्टैंडर्ड बुक या RFC पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो देखने के लिए एक अच्छी जगह है एक्सेप्ट रेंज जैसे रिस्पांस हेडर्स हैं एक डॉक्यूमेंट की एज दिखाती है सार्वजनिक विधियों की सपोर्टेड लिस्ट दिखाती है उस डेट को निर्दिष्ट करें जिसके बाद सर्वर उपलब्ध है सर्वर नेम और वर्जन नंबर दिखाता है तो ये अलग अलग रिस्पांस हेडर हैं HTTP एनटीटी हेडर वैलिड मेथड्स की लिस्ट कंटेंट एन्कोडिंग अलाउ करती है इसलिए ये अधिक एनटीटी से संबंधित हैं राइट यह कंटेंट लेंथ कंटेंट रेंज कंटेंट टाइप जब यह एक्सपायर हो जाती है लास्ट मोडिफाइड डेट लोकेशन क्रिएटेड लोकेशन या मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट की लोकेशन को स्पेसिफाइड करती है तो ये अलग अलग एंटिटी हेडर्स हैं तो जो हम देखते हैं वह एक रिच कलेक्शन या रिच सेट ऑफ कमांड या कंट्रोल है यह इसलिए है कि यह कई प्रकार के मीडिया या डेटा की वैरायटी या www के अक्रॉस वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को संभालने में सक्षम है और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डेटा को पूरे नेटवर्क में एक हेट्रोजीनियस वर्जन में स्टोर किया जाता है HTTP के अपने समय के मुद्दे हैं जैसे मुझे लगता है कि मैं किसी विशेष पेज का अनुरोध करता हूं मुझे पेज के आने का इंतजार कब तक करना चाहिएराइट तो एक टाइमआउट चीज भी है तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड और लूजली कपल्ड सिस्टम के ओवरऑल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारे फ्लैग और अन्य हेडर और अन्य इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है यह उदाहरण देखिए उस पुस्तक से फिर से एक उदाहरण एक डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करता है हमें एक पाथ प्राप्त करने के लिए गेट मेथड का उपयोग करना होगा जिसमें एक पाथ स्लैश usr स्लैश बिन स्लैश इमेज 1 है रिक्वेस्ट लाइन गेट मेथड और उस प्रकार की चीजों को दिखाती है उदाहरण के लिए यह तरीका HTTP वर्जन 1 का गेट मेथड रिक्वेस्ट है यह स्वीकार करें कि यह एक इमेज की तलाश कर रहा है और इस इमेज टाइप को स्वीकार करता है यदि आप हेडर को देखते हैं तो स्वीकार करें इसलिए क्लाइंट एक मीडियम फॉर्मेट को स्वीकार कर सकता है ठीक है यह दर्शाता है कि यह कौन सा फॉर्मेट है जो इसे एक्सेप्ट कर सकता है यह gif प्रकार की इमेज है या jpeg प्रकार की इमेज है और दूसरे एंड पर यह 200 का स्टेटस देता है कि अगर आपको याद है कि सक्सेस हेडर तब डेट सर्वर किस प्रकार का सर्वर है किस प्रकार का MIME वर्जन है कितनी कंटेंट लेंथ है और डॉक्यूमेंट की बॉडी का मुख्य भाग है इस प्रकार यह रिक्वेस्ट आ रहा है इसलिए यदि आप HTTP का विस्तार करते हैं तो यह वैसा ही होगा एक अन्य उदाहरण में यह एक रिक्वेस्ट है और यह उदाहरण एक पोस्ट है जहां इस उदाहरण में एक क्लाइंट सर्वर पर डेटा भेजना चाहता है पोस्ट मेथड का उपयोग करें रिक्वेस्ट लाइन POST URL और HTTP वर्जन 1 दिखाता है हेडर की चार लाइनें हैं रिक्वेस्ट बॉडी में इंफॉर्मेशन शामिल है और इसलिए हम क्या देखते हैं इसलिए यह इमेज टाइप के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रहा है कुछ डेटा और कोड या तो jpeg के लिए g है और यह कंटेंट है कुछ कंटेंट लेंथ है दूसरी तरफ सर्वर 200 OK के साथ उत्तर देता है और यह उस प्रकार का है जिसे वह हैंडल करने में सक्षम है यह दिखा रहा है ठीक है यह एक रिस्पांस मैसेज है जिसमें स्टेटस लाइन और हेडर की चार लाइनें हैं बनाया गया डॉक्यूमेंट जो एक CGI डॉक्यूमेंट है जो कि यदि आप एक कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस डॉक्यूमेंट को याद करते हैं और इसे बॉडी टाइप की चीजों की तरह शामिल किया जाता है यह एक रिक्वेस्ट मैसेज के रूप में आता है जो मैसेज के मुख्य भाग के लिए CGI डॉक्यूमेंट के रूप में एन्कोडेड है अब आइए TELNET का उपयोग करके HTTP सर्वर को कनेक्ट करने पर ध्यान दें राइट हम बाद में TELNET देखेंगे यह मुख्य रूप से कुछ अन्य रिमोट लॉगिन से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन मेरे पास TELNET www mhhe डॉट कॉम डॉट 80 हो सकता हैराइट तो यह हिट होगा और पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा बशर्ते कि विशेष TELNET फ़ंक्शन अवरुद्ध नहीं है और यह वापस प्राप्त होगा तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मैं उस विशेष पोर्ट पर कुछ अन्य प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकता हूं और यदि HTTP सर्वर या पोर्ट पर सुनने वाला सर्वर अनुरोध का जवाब दे रहा है तो वह प्रतिक्रिया देगा इस मामले में मुझे यह करने के बाद कि मुझे किसी चीज़ का संदेश मिलता है यह उदाहरण फोरोजन द्वारा डेटा संचार नाम की पुस्तक से है तो यह उदाहरण है और सर्वर ने भी जवाब दिया हम 200 और इतने पर और आगे राइट जो हम यहां देख रहे हैं वह यह है कि यह सर्वर है जो इस मामले में पोर्ट 80 पर सुन रहा है यह एक अन्य पोर्ट में भी हो सकता है उस मैसेज को स्वीकार करें और इस बात पर प्रतिक्रिया दें और यह एक है मैं एक अन्य प्रोटोकॉल के माध्यम से एक HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा हूं जो कि एक TELNET प्रोटोकॉल है राइट इसलिए यह उचित है हम जो HTTP देखते हैं वह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जहां सर्वर पर सर्वर किसी विशेष पोर्ट को सुन रहा होता है और क्लाइंट को पता होता है कि IP और चीजों का पोर्ट कौन सा है जब भी वह चीज से जुड़ना चाहता है उस विशेष पोर्ट से कनेक्ट करें और परिणाम प्राप्त करें और उन चीजों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की स्थिति हो सकती है यह ज्यादातर सफल हो सकता है अन्यथा यदि एरर है तो एक एरर फ्लैगइंग होना चाहिए और इतने पर और कई चीजें और चीजों पर प्रदर्शित हो जाओ एक और हिस्सा यदि आप देखते हैं तो यह एक ऐसा है यह विभिन्न प्रकार के मीडिया को संभाल सकता है यह टेक्स्ट को हैंडल कर सकता है यह आपके अलग अलग वर्जन को हैंडल कर सकता है यह इमेजेज को हैंडल कर सकता है यह वीडियो को हैंडल कर सकता है यह वॉइस को हैंडल कर सकता है तो यह किसी भी हाइपरमीडिया प्रकार को संभाल सकता है लेकिन जैसा कि कम्युनिकेशन या फॉर्मेटिंग एक विशेष जेनेरिक फॉर्मेट में है इसलिए यह क्लाइंट या ब्राउज़र में इसे स्वीकार करने में सक्षम है तो यह इस HTTP की सुंदरता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है तो इसके साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और हम बाद के लेक्चर में HTML और अन्य TELNET पर थोड़ी चर्चा करेंगे धन्यवाद